तो हम लेआउट कोम्पेक्शन पर इस व्याख्यान के साथ शुरू करते हैं अब लेआउट कोम्पेक्शन के पीछे मूल विचार यह है आप देखते हैं कि हमने भौतिक डिजाइन के विभिन्न चरणों को किसी प्रकार के विनिर्देश और नेटलिस्ट से शुरू करते हुए विभाजन प्लेसमेंट फ्लोरप्लानिंग रूटिंग और फिर विस्तृत भौतिक डिजाइन देखा हैं अंत में हम एक ऐसा लेआउट बनाते हैं जो कि कुछ आयताकार आकृतियों का संग्रह है यह आयताकार आकृति प्रसार पर कनेक्शन के छोटे खंड पॉलीसिलिकॉन या विभिन्न धातु के तारों को दर्शती है ये ट्रांजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो कि एक प्रतिच्छेदन है एक प्रसार और एक पॉलीसिलिकॉन आयात या विभिन्न संपर्क कनेक्शन का तो यहां हमने लेआउट कोम्पेक्शन के बारे में बात की अब लेआउट कम्पेक्टर यह क्या करता है यह मुखौटा स्तर पर एक लेआउट के क्षेत्र को कम करता है या उत्पन्न करता है कॉम्पेक्टर सामान्य है यह इस स्टिक डाईग्राम से लेआउट को उत्पन्न कर सकता है जैसे मैंने कहा है या एक लेआउट दिया है यह कुछ आयत को एक दूसरे के करीब लाकर क्षेत्र को कम करने की कोशिश करता है देखें कि विचार यह है आपके पास पहले से ही डिजाइन रुल हैं डिजाइन रुल यह निर्दिष्ट करता है कि आपके तारों को न्यूनतम इस चौड़ाई का होना चाहिए उनमे कम से कम इतना पृथक्करण होना चाहिए अब एक लेआउट में आप देख सकते हैं लेकिन यह पृथक्करण 2 फिचर या 2 ब्लॉक या ऑब्जेक्ट के बीच न्यूनतम डिजाइन रुल की बाधाओं से अधिक है तो आप संभवतः उन्हें करीब ला सकते हैं मूल रूप से इस लेआउट संघनन का मतलब यह है आप नियमों या बाधाओं का उल्लंघन किए बिना चीजों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप उत्पन्न करते हैं या आपको एक लेआउट मिलता है जिसका क्षेत्रफल तुलना में कम हो जाता है जो कि मूल रूप से था तो संघनन एक काफी सामान्य उपकरण है तो आप इसे बहुत सी चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं निरर्थक स्थान को हटाकर क्षेत्र न्यूनतमकरण करना जो कि मैं कह रहा था दूसरी बात आप इसे लेआउट संकलन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं इसका मतलब है कि एक प्रतीकात्मक लेआउट या स्टिक डाईग्राम लेआउट से शुरू करते हुये आप सीधे मास्क लेवेल लेआउट यानी कि आयताकार को उत्पन्न कर सकते है डिजाइन रुल का पालन करते हुए रिडिजाइन का मतलब है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपके पास एक चरण हो सकता है जहां आप अपने लेआउट में डिजाइन रुल के उल्लंघन की जांच करते हैं इसलिए एक बार उल्लंघन का पता चलने के बाद यह लेआउट कॉम्पेक्टर टूल उस हिस्से पर फिर से काम कर सकता है जहां डिज़ाइन रुल उल्लंघन किए गए हैं और एक सही डिज़ाइन बना सकते हैं जिसमे कोइ उल्लंघन न हो और निश्चित रूप से रिस्केलिंग जब हम एक निर्माण तकनीक से दूसरे में जाते हैं तो आप लेआउट को एक से दूसरे में बदलने के लिए इस तरह के संघनन उपकरण का उपयोग कर सकते हैं इसलिए जब मैं संघनन के बारे में बात करता हूं तो कुछ चीजें हैं जैसे फीचर के बीच का स्थान फीचर का आकार और फीचर का प्रकार सामान्य रूप से फीचर का आकार कई मामलों में पूर्वनिर्धारित होता है लेकिन कुछ मामलों में फीचर के आकार पर कुछ अड़चनें भी हो सकती हैं तो यह इनपुट के रूप में किसी प्रकार के लेआउट को स्वीकार कर सकता है और आउटपुट के रूप में अंतिम लेआउट उत्पन्न करता है तो आइए हम समस्या निर्माण को देखने का प्रयास करें तो हमें ज्यामितीय विशेषताओं M1 M2 से Mn तक का एक सेट दिया गया है स्लाइड समय देखें 0456 इसलिए जब हम जिन फीचर के बारे में बात करते हैं उनमें किसी भी प्रकार के फीचर हो सकते हैं मैं उन्हें बिना किसी रंग के आयताकार ब्लॉक के रूप में दिखा रहा हूं क्योंकि मैं परतों को सामान्य रूप से नहीं दिखा रहा हूं लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि इन ब्लॉक में जो परतें हैं उनके आधार पर कई तरह की अड़चनें हो सकती हैं डिजाइन रुल की बाधा कहती है कि आपके पास इन लाइन की कुछ न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए इसलिए हम मानते हैं कि यह ठीक हैं आप इसे विशेष रूप से भी देख सकते हैं लेकिन जो हम अधिक रुचि रखते हैं वह यह है कि इन दोनों इन ब्लॉक के बीच क्या अलगाव हैं मान लीजिए कि आप यह जान सकते हैं कि इसके लिए वास्तविक सेपरेश्न 4 लैंबडा है लेकिन हमारे डिजाइन रुलका कहना है कि यह दो लैंबडा के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए तो इस स्थिति में हम संभवतः इस आयत को 2 लैंबडा से उपर की तरफ धकेल सकते हैं इसी तरह हम कहते हैं कि यह 3 लैंबडा है लेकिन फिर से हमारा डिजाइन रुल कहेगा कि इसे न्यूनतम 2 लैंबडा होना चाहिए तो हम इसे फिर से 1 लैंबडा द्वारा बाईं ओर धकेल सकते हैं तो इस तरह से हम एक लेआउट बना सकते हैं जो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होगा तो यहाँ 2 प्रकार की बाधाएं हैं जो कि निर्दिष्ट की जाती हैं एक न्यूनतम फीचर साइज़ है इसलिए प्रत्येक ज्यामितीय विशेषताओं के लिए यह Mi आमतौर पर न्यूनतम चौड़ाई का संकेत देगा और कुछ मामलों में ऊंचाई और चौड़ाई भी और Mi और Mj की प्रत्येक जोड़ी के बीच न्यूनतम अलगाव d Mi Mj के रूप में दर्शाया गया है उद्देश्य यह हैं कि हम लेआउट के उस आकार को कम करने की कोशिश करते हैं जैसे कि Mi का आकार जहां Mi का आकार संघनन के बाद इस का आकार है और d Mi Mj संघनन के बाद की दूरी है वे समान्य से बराबर या अधिक होनी चाहिए न्यूनतम मूल्य की जो कि i और j के प्रत्येक जोड़े के लिए निर्दिष्ट है यह स्पष्ट रूप से है समस्या का सूत्रीकरण यह है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अब कुछ डिज़ाइन शैली विशिष्ट मुद्दे जैसे कि जब हम पूर्ण कस्टम डिज़ाइन शैली के बारे में बात करते हैं तो यह वह जगह है जहाँ संघनन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ब्लॉक चिप में कहीं भी स्थित हो सकते हैं इसलिए मानक सेल के विपरीत लेआउट में कोई नियमितता नहीं है जहां आप कोशिकाओं पर सब कुछ डालते हैं और वे पहले से ही पूर्वनिर्धारित हैं आप मानक कोशिकाओं के लिए देखते हैं कि प्रत्येक कोशिकाओं को एक पुस्तकालय से उठाया जाता है वे पहले से ही पूर्वनिर्धारित और अनुकूलित होते हैं और उनमे संपीड़न या संघनन के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है मानक सेल में केवल एक चीज जो आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं पंक्तियों के बीच आपके द्वारा रखी गई जगह हो सकती है आपने उस पूरे स्थान का उपयोग रूटिंग के लिए नहीं किया हैं आप 1 पंक्ति को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं लेकिन पूर्ण रिवाज के लिए यह बहुत सामान्य है आपके पास लगभग सभी तरीकों से संघनन की संभावनाएं हो सकती हैं आमतौर पर प्लेसमेंट और रूटिंग के बाद और बहुत सारे स्थान खाली होने पर आपको उन्हें कॉम्पैक्ट करना होगा इसलिए मानक सेल डिजाइन शैली के लिए जैसा कि मैंने कहा है कि कोशिकाओं की ऊंचाइयां पहले से तय हैं इसलिए हम वहां कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए चैनल की ऊंचाई को कम करके ही लेआउट की ऊंचाई को कम किया जा सकता है तो इसे चैनल संघनन कहा जाता है गेट एरे के लिए गेट के स्थान पहले से ही निश्चित हैं यहां संघनन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए जब मैं कहता हूं कि संघनन आम तौर पर हम इसे पूर्ण कस्टम डिजाइन के लिए करते हैं इसलिए मोटे तौर पर कोम्पकशन एल्गोरिदम को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है पहला है ग्राफ थ्योरेटिक अप्रोच जो फिचर के बीच न्यूनतम दूरी पर आधारित है और कोंसट्रेंट ग्राफ जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है या वर्चुअल ग्रिड दूसरा व्यापक वर्ग अधिक प्रत्यक्ष है यह कुछ दिशाओं के साथ 1 आयामी 2 आयाम या बीच में कुछ है इसे डेढ़ आयाम कहा जाता है आप फीचर को स्थानांतरित कर सकते हैं और संघनन करने की कोशिश कर सकते हैं तो आइए हम इस पर एक एक करके गौर करें तो कोंसट्रेंट ग्राफ आधारित संघनन यह एक कोंसट्रेंट ग्राफ परिभाषित करता है अब एक कोंसट्रेंट ग्राफ में हर शीर्ष एक आयत या एक घटक का प्रतिनिधित्व करता है और किनारे विभिन्न प्रकार की बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं बाधाओं के प्रकार दो प्रकार के हो सकते हैं एक है कि 2 तारों के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित कुछ एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए या जुदाई से संबंधित कुछ अब कनेक्टिविटी की बाधाएं यहां मैं एक उदाहरण देता हूं मान लीजिए कि 2 फीचर X और Y हैं और फीचर स्थान को मध्य बिंदुओं द्वारा पहचाना जाता है X अक्ष के साथ यह X का मध्य है यह Y का मध्य है कनेक्टिविटी की बाधा कहती है कि X और Y एक दूसरे से S की दूरी के भीतर होना चाहिए यह S शून्य भी हो सकता है तो अगर वहाँ एक सीधा संबंध है यह S शून्य भी हो सकता है तो अगर इस तरह की कोई बाधा है तो ग्राफ में हम किनारों की जोड़ी X से Y तक को जोड़ते हैं अन्य को Y से X तक नकारात्मक वजन के साथ जोड़ते हैं किनारों का वजन नकारात्मक S होगा नकारात्मक S इंगित करता है कि यह X और Y इस सीमा के भीतर होना चाहिए और उन्हें दूर नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि यदि आप इसे हटाते हैं तो S का मान बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा ओर नकारात्मक S का कहना है कि यह लागत फलन को बेकार बना देगा तो जब आप इस तरह की चाल करते हैं तो तदनुसार लागत फलन को परिभाषित किया जाता है तो दूसरी तरह की बाधा पृथक्करण बाधा है यह कहती है कि 2 ब्लॉक एक दूसरे से कम से कम d दूरी पर होने चाहिए तो यहां आप किनारा d सकारात्मक वजन के साथ जोड़ते हैं तो सामान्य तौर पर सकारात्मक और नकारात्मक किनारों के साथ एक बड़ा ग्राफ होगा जिसे कोंसट्रेंट ग्राफ कहते हैं अब सवाल यह है कि हम कोंसट्रेंट ग्राफ कैसे उत्पन्न करते हैं कोंसट्रेंट ग्राफ का अर्थ है कई ब्लॉक दिए गए है ब्लॉक का मतलब है आयात तो कोंसट्रेंट सेपेरेशन क्या हैं ओर उनका सम्बंध तो इस तरह के कोंसट्रेंट ग्राफ को उत्पन्न करने के बहुत ही दिलचस्प तरीकों में से एक है जिसे छाया प्रसार कहा जाता है छाया प्रसार का अर्थ है मान लें कि मेरे पास लेआउट है इसलिए मैं प्रकाश के काल्पनिक स्रोत का उपयोग कर रहा हूं तो मैं एक तरफ से अपने लेआउट को रोशन कर रहा हूं कुछ ब्लॉक कुछ छाया पैदा कर रहे हैं जैसे कि मेरा मतलब है कि कुछ इस तरह से जैसे कि यहां मेरा लेआउट है हम कहते हैं कि एक ब्लॉक है ब्लॉक A यहां पर हैं इसलिए मैं इस तरफ से प्रकाश के काल्पनिक स्रोत का उपयोग कर रहा हूं तो क्या होगा यदि प्रकाश इस किनारे पर समानांतर किरणों के रूप में गिरता है यह ब्लॉक A जो अपारदर्शी है वह इस क्षेत्र में एक छाया पैदा करेगा इसलिए इस क्षेत्र में कुछ ब्लॉक भी हो सकते हैं बता दें कि यहां एक ब्लॉक था तो यह छाया इस ब्लॉक को पूरी तरह से आवरण कर देगा ऐसी चीजें हो सकती हैं लेकिन अगर यहाँ कुछ ब्लॉक है तो हम कहते हैं कि यहाँ एक ब्लॉक B हैं यह B भी प्रकाश प्राप्त करेगा इसलिए फीचर की इस छाया को संघनन की दिशा में प्रचारित किया जाता है यहां मैं बाएं से दाएं कहता हूं जो छाया उत्पन्न हो रही है उसे धीरे धीरे बाईं से दाईं ओर प्रचारित किया जाता है और जैसा कि मैंने कहा कि यह छाया फीचर के पीछे से एक काल्पनिक प्रकाश को चमकाने के कारण होती है और छाया को फीचर के दोनों किनारों तक विस्तारित किया जाता है दाये नही मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि सामान्य रूप से एक पूर्ण लेआउट के लिए मैं एक ऐसी फीचर पर विचार कर सकता हूं जो बीच में अंदर हो हमें कहते हैं A तो इसके लिए कभी कभी मैं कल्पना करता हूं मेरा प्रकाश यहां होना है ताकि इस दिशा के साथ छाया का प्रचार हो सके लेकिन हो सकता है कि मैं अपने प्रकाश की कल्पना यहां करूं इसलिए इस दिशा में छाया का प्रसार होगा इसी तरह उपर और नीचे उन्हें सभी दिशाओं में माना जाएगा इसलिए जब भी फीचर को किसी अन्य फीचर द्वारा बाधित किया जाता है हम एक किनारा जोड़ते हैं यह विचार है और बाधित हिस्सा हटा दिया जाता है यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी छायाएं बाधित नहीं हो जाती हैं और लेआउट में प्रत्येक ब्लॉक या फीचर द्वारा दोहराई जाती हैं इसलिए मैं छोटे उदाहरण से उदाहरण दे रहा हूं आइए हम इसे लेते हैं मान लीजिए हम एक ब्लॉक A के संबंध में इस प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं तो हम ब्लॉक A की निर्भरता को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इस तरफ से एक प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं यह प्रकाश A तक पहुंचता है यह प्रकाश F तक भी पहुंचता है लेकिन आप देखते हैं कि ज्यामिति के कारण यह नहीं पहुंचता हैइसलिये यहाँ एक छाया होगी इसलिए मैं इसे थोड़ा बढ़ा रहा हूं तो यह वह छाया है जिसे मैं दिखा रहा हूं छाया को B तक विस्तारित किया जा रहा है लेकिन छाया C को स्पर्श नहीं करती है क्योंकि C B के दाईं ओर छिपा हुआ है इसी प्रकार यहाँ छाया D तक पहुँचती है यह भी E के हिस्से में पहुँचती है छाया G तक पहुँचती है लेकिन H तक नहीं पहुँचती है क्योंकि H G के पीछे छिपा हुआ है लेकिन प्रकाश सीधे F तक पहुँचता है इसलिए छाया के संबंध में देखें कि छाया पहुँचती है B तक पहुंचता है D तक पहुंचता है G तक पहुंचता है और E तक पहुंचता है तो इन सभी के अनुरूप कोंसट्रेंट ग्राफ में एक किनारा होगा इसलिए और आप जब इन किनारों को जोड़ते हैं तो डिजाइन रुल के आधार पर आप वज़न भी जोड़ सकते हैं तो A और B न्यूनतम कितना पृथक्करण होना चाहिए मान लीजिए कि यह पॉलीसिलिकॉन है यह भी पॉलीसिलिकॉन है यह 2 लैम्ब्डा होना चाहिए इसी तरह A और D A और D कितना न्यूनतम पृथक्करण होना चाहिए तो यह आप सभी ब्लॉक के लिए दोहराते हैं और हम ग्राफ में सभी किनारों को प्राप्त करेंगे तो कोंसट्रेंट ग्राफ बनाने के पीछे यह मूल विचार है अब वर्चुअल ग्रिड आधारित संघनन नामक चीज़ आती है तो यहाँ हम लेआउट सतह पर एक ग्रिडकी कल्पना कर रहे हैं तो जहां यह मानते हुए कि सभी घटक एक ग्रिड से जुड़े हुए हैं इसका मतलब है कि यह कुछ इस तरह से है मान लें कि हम कुछ ग्रिड लाइन्स की कल्पना करते हैं मैं केवल एक दिशा में ही दिखा रहा हूं और आयतों पर जो घटक हैं वे सभी ग्रिड से टैग किए गए हैं एक इस तरह है एक इस तरह से टैग किया गया है अन्य इस तरह हो सकते है इसी तरह यहां एक वस्तु इस तरह हो सकती है एक वस्तु इस तरह इसलिए यहां मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हमें इस ग्रिड लाइन्स को बाईं ओर या दाईं ओर ले जाने की अनुमति है जो भी लागू हो लेकिन जब आप इसे यहां स्थानांतरित करते हैं तो सभी ऑब्जेक्ट जो ग्रिड से जुड़े होते हैं वे सभी स्थानांतरित हो जाएंगे एक साथ यह ग्रिड लाइन यदि आप बाईं ओर जाते हैं तो यह तीनों ब्लॉक भी चले जाएंगे तो आप न्यूनतम पृथक्करण को देखते हैं आप देखते हैं कि क्या पृथक्करण न्यूनतम अनुमेय से अधिक है यदि नहीं तो आप इसे स्थानांतरित करते हैं जब तक कि कोई डिज़ाइन रुल का उल्लंघन न हो जैसे ही वहाँ उल्लंघन होता हैं तो आप वहाँ रुक जायेंगे तो यहां प्रत्येक घटक को ग्रिड लाइन से जुड़ा हुआ माना जाता है संघनन प्रक्रिया ग्रिड को उस पर रखे गए सभी घटकों के साथ संपीड़ित करती है इसलिए वे सभी एक साथ चलते हैं ग्रिड लाइन्स को इस तरह से सीधा रखते हुए हम ग्रिड लाइन को कुटिल नहीं बनाते हैं हम बाद में एक संस्करण देखेंगे लेकिन आप इसे कर सकते हैं ग्रिड लाइन कुटिल का मतलब है कि हम इस ग्रिड के लिए कहें इसलिए मैं इसे स्थानांतरित नहीं करता हूं लेकिन मैं इसे थोड़ा बाई ओर चलाता हूं तो अब मेरी ग्रिड लाइन इस तरह से हो जाती है यह ज़िगज़ैग हो जाता है इस पद्धति में इसकी अनुमति नहीं है तो 2 आसन्न ग्रिड के बीच की न्यूनतम दूरी इन ग्रिड लाइन के घटकों पर निर्भर करती है घटक का मतलब है कि यह धातु हो सकता है यह विसरण हो सकता है यह धातु हो सकता है यह पॉलीसिलिकॉन हो सकता है यह धातु हो सकता है इसलिए उनके आधार पर अलगाव को परिभाषित किया जाएगा तो X दिशा के साथ संघनन कर सकते हैं आप Y दिशा के साथ भी संघनन कर सकते हैं तो आप तारों को लंबवत रूप से परिभाषित कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप X दिशा संघनन कर रहे हैं या आप ग्रिड लाइन्स को परिभाषित कर सकते हैं मेरा मतलब है कि आप उसे क्षैतिज रूप से परिभाषित कर सकते हैं इसका मतलब है कि आप ऊर्ध्वाधर दिशा में संघनन कर रहे हैं तो आप X संघनन कर सकते हैं Y संघनन के बाद या इसके विपरीत आप दोनों कर सकते हैं तो लाभ यह है कि यह काफी सरल और लागू करने में आसान है आपके पास लेआउट सभी आयतों वाले हैं आप बस ग्रिड को मानते हैं और आप ब्लॉक को ग्रिड के साथ संरेखित करने के लिए चारों ओर ले जाते हैं फिर ग्रिड लाइन्स को स्थानांतरित करें जितना संभव हो आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं लेकिन दोष यह है कि यह कोंसट्रेंट ग्राफ विधि की तुलना में कॉम्पैक्ट लेआउट का उत्पादन नहीं करता है क्योंकि आप रोक रहे हैं इसलिए जब आप एक ग्रिड को परिभाषित कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ग्रिड से जुड़े 10 ब्लॉक हैं इसलिए या तो वे सभी एक साथ चलते हैं या उनमें से कोई भी नहीं चलता है लेकिन यह संभव हो सकता है कि इन 10 में से 4 जिन्हें आप स्थानांतरित कर सकते थे लेकिन अन्य 6 आप स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं कि आप अनुमति नहीं दे रहे हैं तो एक बहुत ही सरल उदाहरण से हम यहाँ स्थिति पर विचार करते हैं यहाँ 9 ऐसे ब्लॉक ऑब्जेक्ट्स फ़ीचर हैं तो उनके बीच का अलगाव 3 2 6 4 4 3 से दिखाया गया है और इन 2 ग्रिड लाइंस के बीच की दूरी 16 हैं और 7 और तीसरी ग्रिड लाइंस के बीच की दूरी 12 हैं अब आप इसे देख सकते हैं लेकिन ये कुछ फीचर हो सकते हैं जिसको आपको एक साथ ला सकते हैं इसलिए इस उदाहरण से पता चलता है कि आप D E F को एक साथ लाने में सक्षम हैं इसलिए अब दूरी 14 हो जाती है इसी तरह G H I को भी आप एक साथ करीब ला सकते हैं यह दूरी इस तरह से 11 हो जाती है इसी तरह जब आप Y दिशा में जाते हैं तो आप ग्रिड की कल्पना कर रहे होते हैं दूसरी दिशा में दाईं ओर बढ़ते हुए तो इस तरह के वर्चुअल ग्रिड आधारित संघनन के मामले में हम यहाँ ऐसा ही करते हैं जहाँ एक पूरा लेआउट दिया गया है जिसे मैं दोहरा रहा हूँ दी गई पूरी रूपरेखा को आप ग्रिड लाइंस की कल्पना करते हैं और जब मुझे इस छोटी आयतों को निकटतम ग्रिड में संरेखित करने की आवश्यकता होती है तो ग्रिड को इसके साथ सभी संलग्न ब्लॉक या वस्तुओं के साथ जाने दें तो आप इस तरह से संघनन करते हैं तो डिजाइन रुल की जाँच भी सरल है और निश्चित रूप से यह एल्गोरिथ्म ब्लॉक की संख्या में रैखिक होगा इसलिए समय जटिलता भी बहुत अधिक नहीं होगी तो यह एक विधि है बाद में हम एक और भिन्नता देखेंगे है जहाँ आप अपने आप को ऊर्ध्वाधर ग्रिड तक सीमित नहीं रखते हैं तो ग्रिड को तोड़ा जा सकता है और ज़िगज़ैग बनाया जा सकता है यदि आवश्यक हो तो यह एक भिन्नता हो सकती है इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम लेआउट संघनन के कुछ और तरीकों को देखेंगे विशेष रूप से प्रत्यक्ष विधियों में 1 डी 2 डी और 1 और आधा डी